स्वागत है तो पिछली कक्षा में हमने एक धारा तत्व द्वारा विकिरित किए गए क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति का विश्लेषण किया है अब हम देखेंगे कि कैसे क्या प्रमाण है कि विकिरण हो रहा है इसलिए हम एंटीना से एक दूरी पर Efar field और Hfar field के व्यंजक को देखते हैं जो इन पर हावी हैं तो अन्य क्षेत्र वहां नगण्य हैं इसलिए हम लिखते हैं अब हमें संकेतिक सदिश को लिखना होगा आप जानते है संकेतिक सदिश E cross H होगा तो हमें इसे गोलीय निर्देशांक में लेना होगा इसका मतलब है कि ar aθ और aϕ ये सब अगर आप भूल गए है मैं लिख रहा हूँ Er Eθ और Eϕ और Hr Hθ Hϕ लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मामले में हमारे पास यह नहीं है तो ये 0 हैं और आप इस व्यंजक को पा सकते हैं तो आप पा सकते हैं कि E cross H जो एक रेडियल घटक होगा तो यह व्यंजक होगा अब यदि आप इस पुरे व्यंजक को देखते हैं तो यह Er Hϕ हैं यह वास्तव में एक शुद्ध काल्पनिक शब्द है तो यह संकेतिक सदिश में मौजूद है लेकिन हम जानते हैं कि समय औसत शक्ति घनत्व Sav फेज़र से लिख़ते है जो E cross H के वास्तविक मान का आधा है इसलिए इसे E टाइम औसत शक्ति प्रवाह दिया गया है जो वहां केवल स्थानीय शक्ति है तो यह कुछ भी नहीं है केवल ar है इसका केवल एक रेडियल घटक है जिसका अर्थ है समय औसत शक्ति केवल रेडियल दिशा में बह रही है यह किसी अन्य दिशा में नहीं बह रही है इसका मतलब है मेरे पास यहां धारा तत्व है यह इस दिशा में मेरा धारा तत्व है जो इस दिशा में जा रही है इसलिए यह सभी रेडियल दिशाओं में बाहर की ओर हो प्रवाहित रही है लेकिन यह किसी अन्य दिशा में नहीं बह रही है इसलिए अगर मैं यहां से देखता हूं यह यहां बह रही है अगर मैं यहां से देखूं तो यह यहां बह रही है लेकिन यह मत समझ लेना कि सिर्फ इसलिए कि मैंने तीर खींचा है इसका मतलब है कि यह उतनी ही बह रही है मैंने कहा था कि कोई भी वास्तविक एंटीना समान रूप से विकिरण नहीं दे सकता है इसी तरह सभी दिशाओं में जिसे हम देखेंगे उसका एक आकर होता है लेकिन यह विकिरण शक्ति प्रवाहित कर रहा है तो यह प्रमाण है कि यह विकिरण हो रहा है अब हम उसे पूरा करते हैं क्योंकि हम क्षेत्रों को जानते हैं इसलिए हम लिख सकते हैं कि उसका व्यंजक क्या क्या है यदि आप ऐसा करते हैं आप इसे इस eta not भाग 8 dl भाग lambda का पुरे का वर्ग लिख सकते है I का वर्ग sin का वर्ग theta भाग r का वर्ग ar watt प्रति वर्गमीटर तो यह फार्मूला है इसलिए शक्ति प्रवाह इसका मतलब है कि इस एंटीना से निकलने वाला विकिरण इस आंतरिक बाधा पर निर्भर करता है आप जानते हैं कि यह 377 ओम या 125 pi है तो उस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि 15 pi यह धारा तत्व के आकार पर निर्भर करता है अनंत डेसीमल भाग lambda not अब व्यावहारिक मामलों में अगर Idl भाग lambda not मान लें कि मेरे पास एक सेंटीमीटर का एंटीना है लेकिन मेरी तरंग दैर्ध्य माना 100 मीटर आदि है ताकि हम अनंत डेसीमल के रूप में विचार कर सकें इसलिए धारा तत्वों का उपयोग किया जाता है फिर जाहिर है यह स्रोत की ताकत पर निर्भर करता है मैं कितनी धारा दे रहा हूं फिर इसका वितरण होता है शक्ति का वितरण sin square theta के साथ परिवर्तित होता है जो देखेंगे और यह आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्योंकि S औसत कुछ भी नहीं है यह E cross H है E दूर क्षेत्र में 1 भाग r पर निर्भर करता है H भी दूर क्षेत्र में 1 भाग r पर निर्भर करता है तो उनका गुणा जो स्वाभाविक है वह r square पर निर्भर है यही कारण है कि हम कहते हैं कि ये सभी शक्ति के व्युत्क्रम वर्ग नियम हैं लेकिन याद रखें कि वे फ़ील्ड 1 भाग r से परिवर्तित होते हैं और इसलिए यह स्पष्ट रूप से कहता है कि विकिरण हो रहा है अब यहां जाने के बजाय आप एक अभ्यास कर सकते हैं जिसे मैंने वास्तविक फॉर्मूलों से प्राप्त किया है लेकिन इसकी औसत शक्ति केवल दूर के क्षेत्र घटकों से भी प्राप्त की जा सकती है इसलिए अगर मुझे Efar field cross Hfar field के वास्तविक मान का आधा मिल जाए तो भी मुझे यही मान मिलेगा इसलिए यह भी दर्शाता है कि वास्तव में दूर क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे शक्ति ले जा रहे हैं अन्य घटक प्रेरण क्षेत्र इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थे वे स्थानीय रूप से प्रभावी हैं लेकिन वे स्थानीय हैं वे शक्ति के विकिरण को नहीं दर्शाते हैं वे वास्तव में स्थानीय भंडारण को दर्शाते हैं क्योंकि वे अगर आप इस E cross H का हल निकलते है तो आप देखेंगे कि वे वास्तव में रिएक्टिव पॉवर को बढ़ाते हैं रिएक्टिव पॉवर प्रवाहित नहीं होती है लेकिन रियल पॉवर प्रवाह जो दूर क्षेत्र द्वारा योगदान दिया जाता है यही कारण है कि शुरुआत से ही हमने उन्हें अलग कर दिया है इसका मतलब है एंटीना से एक निश्चित दूरी पर जो भी क्षेत्र हावी हैं वे वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वे शक्ति ले जाते हैं दूसरे कोई शक्ति नहीं ले जाते है तो दूर क्षेत्र ऊर्जा परिवहन के लिए वाहन हैं तो अब हम कह सकते हैं कि प्रेरण क्षेत्रों को प्रेरण क्षेत्र क्यों कहा जाता है प्रारंभ में मैं इसे नहीं बता सकता था लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि यदि आप प्रेरण क्षेत्र पद E और H प्रेरक क्षेत्र पद लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यह संकेतिक सदिश का काम करता है तो आप पाएंगे कि वे एक j घटक को जन्म देते हैं अब यह प्लस j है इसीलिए इसे प्रेरण कहा जाता है और यदि यह minus j होता है तो यह ऋणात्मक हो जाता है आमतौर पर यह power का plus j घटक होता है इसीलिए इन्हें प्रेरण क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यदि किसी प्रेरकत्व में प्रारंभ में ऊर्जा का एक स्थानीय भंडारण है वह ऊर्जा एक विशिष्ट सर्किट में भी प्रवाहित नहीं होती है तो यहाँ भी एंटीना के पास एक ऊर्जा भंडारण है लेकिन ऊर्जा प्रवाहित नहीं होती है कुछ निश्चित दूरी पर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और अब यह है कि हम यह भी पता कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये सभी स्थिरांक हैं इसलिए एक विशेष दूरी r पर विकिरणित शक्ति में sin square theta प्रकार का परिवर्तन होता है तो हम S औसत का ग्राफ बना सकते हैं उसके परिणाम को यदि हम खींचे तो मान लीजिए कि हमारे पास x y z निर्देशांक है तो यह हमारा धारा तत्व है अब हम देखते हैं कि यह हमारा y अक्ष है यह हमारा x अक्ष है यह हमारा z अक्ष है और इस तीन आयामी में हम इस S औसत को प्लॉट करेंगे तो यह बात है मान लीजिए कि यह बात वास्तव में एक तीन आयामी चीज है मैंने इस लाल रेखा के ऊपर गाड़ी लगा दी है तो यह इस तरह दिखता है इसका मतलब है इस का अनुप्रस्थ काट इस तरह दिखता है तो यहाँ S औसत क्या है वास्तव में S औसत मान जो हमने यहाँ रखा है इस बिंदु पर theta क्या है मान लीजिए मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं S औसत का मान क्या है यह लंबाई S औसत है तो आप पर देखते हैं कि इसका विभिन्न बिंदुओं पर अलग अलग मान है इसी तरह यहाँ S औसत क्या है ये दूरी यहाँ S औसत है S औसत क्या है यह दूरी S औसत है यहाँ S औसत क्या है यह दूरी यह S औसत है अब सवाल यह है कि यह न्यूनतम कहां होगा और theta क्या होगा आप देखते है की इस समन्वय प्रणाली में यह theta है जब मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं तो यह मेरा theta है जब मैं इस बिंदु की बात कर रहा हूं तो यह मेरा theta है इसलिए जाहिर है यह अधिकतम है जब theta 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि इस बिंदु पर theta 90 डिग्री के बराबर है और यह 0 पर न्यूनतम है तो इसका मतलब है यह दर्शाता है कि धारा तत्व की दिशा के साथ जहां करंट प्रवाहित हो रहा है वहां कोई विकिरण नहीं है जिसे आप देख रहे हैं और इस एंटीना की चौड़ी साइड पर यह अधिकतम है इसका मतलब है कि यह एंटीना उस तरफ 90 डिग्री की रेखा है इस लाइन के हर तरफ है इसका मतलब है अगर यह एक रेखा है तो यहां अधिकतम है यहां अधिकतम है और आप यह भी देख सकते हैं कि यह पूरी चीज वास्तव में है अगर हम इस व्यंजक को देखते हैं तो S औसत में phi के साथ कोई परिवर्तन नहीं है जिसका अर्थ है कि अज़ीमुथल दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है तो इसीलिए यह एकरूप है इस आकृति को डोनट आकार डोनट कहा जाता है तो आपके पास जो है उसे अगर आप 360 डिग्री घुमा देते हैं तो आपको एक डोनट आकार मिलता है लेकिन यह कल्पना करना मुश्किल है तो हम अक्सर क्या करते हैं इस तरह के तीन आयामी पैटर्न को हम दो आयामी पैटर्न के रूप में प्लॉट करते हैं तो दो आयामी पैटर्न क्या है आओ देखते हैं मैं केवल z y ले रहा हूँ अगर मैं केवल z समतल लेता हूँ तो वहाँ z y समतल क्या है निश्चित रूप से मैंने phi का कुछ मान रखा है इसलिए इसे निश्चित phi कहा जाता है यही कारण है कि इसे phi समतल पैटर्न भी कहा जाता है तो एक phi समतल पैटर्न डम्बल है धारा तत्त्व phi समतल पैटर्न यहां एक डंबल है अधिकतम है यह एक sin वर्ग theta का परिवर्तन है इसी तरह एक ओर दो आयामी बात यह होगी कि अगर मैं theta को फिक्स कर देता हूं तो theta को फिक्स करने का मतलब है अगर मैं theta को फिक्स करता हूं तो यह एक x z समतल है और पैटर्न एक वृत्त की तरह कुछ ऐसे होंगे तो किसी भी बिंदु पर अगर मैं यह जानना चाहता हूं कि S औसत का मूल्य क्या है तो यह S औसत का मूल्य है आप हमेशा देखते हैं यह समान है तो यह एक theta समतल पैटर्न है इसलिए एंटीना के पावर पैटर्न कुछ इस तरह हैं यह दर्शाता है कि अज़ीमुथल समतल में एक धारा तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता यह एक ओमनी दिशात्मक एंटीना की तरह व्यवहार करता है लेकिन phi समतल में एक डंबल की तरह व्यवहार करता है तो यह इस दिशा में है यह अन्य दिशा की तुलना में अधिक शक्ति दे रहा है और धारा तत्व रेखा या अक्ष पर यह कोई विकिरण नहीं दे रहा है तो अब आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है क्योंकि E क्षेत्र और H क्षेत्र दोनों में sin theta परिवर्तन होता है तो E क्षेत्र और H क्षेत्र इस रेखा के साथ मौजूद नहीं है वास्तव में यही कारण है कि वेक्टर पोटेंशियल इस रेखा के साथ मौजूद है क्योंकि वेक्टर पोटेंशियल चुंबकीय क्षेत्र का क्रॉस प्रोडक्ट है तो यह शक्ति पैटर्न एक सरल दृश्य है कि कैसे एक एंटीना एक विशेष दिशा में विकिरण को प्रभावी रूप से डालता है इसका मतलब है मैंने कक्षा की शुरुआत में कहा है एंटेना की दो चीजें होती है एक यह है कि यह कितनी शक्ति लगा सकता है इसका मतलब है यह मुफ्त स्थान के साथ कितना अच्छा प्रतिबाधा समन्वय है कितनी शक्ति डाल रहा है और यह कैसे निर्देशित करके किरण बनाता है अब यह पैटर्न पावर पैटर्न हमें दिखाता है कि यह कितना निर्देशित है और हम अगली गणना इस बात के लिए करेंगे कि यह कितनी ऊर्जा लगा रहा है यह कितना कुशल है तो ये दोनों ही कार्यकुशलता के पद है यह किस दिशा में और कैसे कितनी शक्ति लगा सकता है इसलिए आगे हम देखेंगे कि कुल शक्ति क्या है जब इस धारा तत्व को मुक्त स्थान पर रखते है इसका मतलब है कि विकिरण की कुल मात्रा कितनी है इसलिए इसके लिए हम जो कर सकते हैं हमने पहले ही देखा है कि S औसत यह समय औसत शक्ति घनत्व है जो केवल रेडियल दिशा में निर्देशित है आपने देखा है कि यदि हमारे पास एक धारा तत्व यहाँ है तो विकिरण केवल रेडियल दिशा में होगा तो कुल विकिरण कितना हो रहा है हम सोच सकते हैं कि हमारे पास एक गोलाकार सतह हैं बंद गोलाकार सतह यदि धारा तत्व बंद गोलाकार सतह में घिरा हुआ हैं तो अगर हम इस औसत का समाकलन लेते हैं तो यह इस क्षेत्र से निकलेगा तो इस गोले के पूरे सतह क्षेत्र पर अगर हम समाकलन कर सकते हैं तो हमें कुल शक्ति प्राप्त होगी हम ठीक यही करेंगे तो हम कह सकते हैं कि कुल शक्ति विकीर्ण होती है वो एक बंद सतह से होगी तो आप देख सकते हैं कि यह रेखाचित्र कुछ इस तरह है मेरे पास यहां धारा तत्व है और यह z अक्ष है और मेरे पास एक त्रिज्या है यह r है और इस पर एक ds सदिश है हम गोलाकार निर्देशांक के मामले में ds सदिश के इन मूल्य को जानते हैं यह रेडियल दिशा में निर्देशित है और इसका मान r square sin theta d theta d phi है तो हम इसे समाकलन करके रख सकते है और ऐसा करें मैं यह लिख सकता हूं कि S औसत पहले से ही है आपने eta not भाग 8 dl भाग lambda not square I square sin square theta भाग r square पाया है यह ar vector dot है यह ds vector r square sin theta d theta d phi ar है और मैं लिखता हूँ d theta मतलब 0 से pi समाकलन d phi मतलब 0 से 2 pi समाकलन तो यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे अगले पृष्ठ पर चलते है मैं यह ज्ञात कर सकता हूँ कि यह 2 pi eta not भाग 3 dl भाग lambda not square watt होगा तो विकिरण की तीव्रता समाकलित है कुल विकिरणित शक्ति यह है तो अब यहाँ से वास्तव में अगर मैं लिखता हूँ यह I भाग 2 वर्गमूल है मैं इसे Irms के रूप में कहूंगा क्योंकि यह एक साइनसोइडल शक्ति है तो उस संदर्भ में मैं इसे Irms square लिख सकता हूं और आप जो बाकी देख रहे हैं वह शक्ति I square है यहाँ गायब है r इसे विकिरण प्रतिरोध कहा जाता है तो इस मामले में एक एंटीना का विकिरण प्रतिरोध यह मान कुछ भी नहीं है यह 2 pi eta not भाग 3 dl भाग lambda not square है इसलिए अगर आप हल करते हैं क्योंकि eta not का मूल्य हम जानते हैं 120 pi होता है इससे यह 80pi square dl भाग lambda not का पुरे का square आता है अब विकिरण प्रतिरोध क्या है इसका मतलब है अगर मुझे अधिक विकिरण चाहिए अगर मुझे अधिक कुशल ऐन्टेना चाहिए मतलब अधिक अधिक का अधिक अवधि का मतलब है कि मैं जो भी दे रहा हूं वह मेरे हाथ में है लेकिन यह कितना भेज रहा है यह इसके द्वारा दिया गया है तो अधिक R rad का अर्थ है अधिक कुशल ऐन्टेना इसलिए इस R rad को विकिरण प्रतिरोध कहा जाता है अब वास्तव में हम यह कह सकते हैं कि एंटीना के बजाय आपके पास एक काल्पनिक प्रतिरोध है मैं Irms धारा दे रहा हूं और ऐन्टेना पावर के विकीर्ण होने की स्थिति में यहां शक्ति का क्षय होता है तो यह विकिरण प्रतिरोध एक काल्पनिक प्रतिरोध है जो शक्ति की समान मात्रा को विघटित करता है जैसा कि हर्ट्ज़ियन डायपोल या किसी एंटीना द्वारा विकीर्ण किया जाता है जब दोनों में Irms धारा के समान मूल्य की धारा बहती हैं तो ज्यादा R rad और अधिक बेहतर विकीर्ण याद रखें कि यह एक परिपथ का सिद्धांत नहीं है जहां हम प्रतिरोध को अधिक नहीं चाहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा का अपव्यय है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है लेकिन इस मामले में यह विकिरण है इसलिए हम अधिक विकिरण ऐन्टेना से चाहते हैं क्योंकि इसका काम है अधिक से अधिक शक्ति पंप करना जितना वह कर सकता है जितना भी मैं उसे दे रहा हूं मुझे उसका 100 प्रतिशत चाहिए तो यह अधिक दे सकता है तो बेहतर है इसलिए इस मामले में विकिरण प्रतिरोध जितना अधिक है उतना बेहतर है लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह एक ऐन्टेना का प्रदर्शन माप है जो दिखता है की कितनी शक्ति विकीर्ण हो सकती है और निर्देशित करने की प्रकृति को मैंने पहले से ही देखा है जो पावर पैटर्न द्वारा दिया गया था विकिरण प्रतिरोध दिखाता है कि यह कितना दे सकता है और यह हर्ट्ज़ियन डायपोल कैसे प्रदर्शन करता है यह इसके प्रदर्शन में बहुत खराब है क्योंकि अगर हम धारा तत्व या हर्ट्ज़ियन डायपोल के लिए विकिरण प्रतिरोध की गणना करते हैं आईये हम गणना करते है मान लें कि मेरे पास एक सेंटीमीटर हर्ट्ज़ियन डायपोल है इसका मतलब है मेरी dl 1 सेंटीमीटर है और मैं विकिरण करना चाहता हूं आइए हम 1 watt शक्ति जिस पर आवृत्ति f 10 मेगाहर्ट्ज़ है मानते है तो मैं 1 watt शक्ति का संचार करना चाहता हूं 10 मेगाहर्ट्ज पर 1 watt RF शक्ति काफ़ी बड़ी होती है अगर मैं वास्तव में देता हूँ आप जानते है सेल्युलर बेस स्टेशन आदि में भी 1 watt शक्ति नहीं देते है वे 200 और 300 मिल watt शक्ति देते हैं लेकिन मैं मान रहा हूं मैं एक धारा तत्व का उपयोग करता हूं और एक सेल्युलर बेस स्टेशन में मैं 10 मेगावाट पर 1 watt शक्ति देना चाहता हूं आइए हम 10 मेगाहर्ट्ज़ की गणना करते हैं यह lambda not है जो 30 मीटर होगा तो R rad जो कि 80 pi वर्ग होगा लगभग 10 है जिसे आप कह सकते हैं और 001 मीटर और यह 30 वर्ग है इसलिए यह 875 माइक्रो ओम होगा जो बहुत कम है तो अगर मुझे 1 watt शक्ति विकिरित करनी है तो मुझे कितनी धारा देनी होगी मुझे देना होगा अगर हम सिर्फ I square r से गणना करते हैं तो rms धारा क्या है मुझे 10687 एम्पीयर rms धारा देना होगा आप देखते हैं यह एक विशाल RF धारा 106 एम्पीयर है हम नहीं सोच सकते कि वास्तव में धारा तत्व भी इससे जल सकता है अब मान लीजिए कि मैं इसको फिर से करना चाहता हूं लेकिन मैं उस आवृत्ति को 100 किलोहर्ट्ज़ में बदल देता हूं वही परिस्थितियों एक सेंटीमीटर धारा तत्व 1 watt की शक्ति जिसे मैं प्रसारित करना चाहता हूं पता करें कि विकिरण प्रतिरोध क्या है विकिरण प्रतिरोध 875 हो जाएगा पहले यह माइक्रो ओम था अब यह नैनो ओम है और आवश्यक Irms 107 किलो एम्पीयर होंगे पहले यह कुछ 100 एम्पीयर था अब 107 किलो एम्पीयर है आप देखते हैं कि व्यावहारिक रूप से इसका कोई उपयोग नहीं है लेकिन इस अभ्यास ने हमें एक और चीज़ दिखाई उसे हम अगले मामले में देखते हैं इसका मतलब है पिछले मामले में मेरे पास इतना था यह बहुत अक्षम भी था लेकिन अगले मामले में यह बहुत अधिक अक्षम हो गया है बस मैंने आवृत्ति को कम कर दिया है इसका मतलब है मैंने lambda को बढ़ा दिया है यदि मैं lambda बढ़ाता हूं तो धारा तत्व की विद्युत लंबाई इस मामले में हो जाती है और यह बहुत अधिक अक्षम जाता है इसका मतलब है एक एंटीना की जितनी अधिक विद्युत लंबाई होगी वह उतना ही अधिक कुशल होगा इसलिए यह सभी एंटेना की एक महत्वपूर्ण बात है कि एंटीना की अधिक विद्युत लंबाई विद्युत लंबाई क्या है लंबाई भाग lambda not तो अगर मेरे पास यह अधिक से अधिक हो है तो एंटीना कुशल हो जाता है तो समान धारा तत्व में अगर मैं 1 गीगाहर्ट्ज पर काम करता हूं तो यह कुशल होगा लेकिन फिर यह एक धारा तत्व नहीं होगा याद रखें कि माना कि मैं इसे 10 गीगाहर्ट्ज पर संचालित करता हूं मतलब 3 सेंटीमीटर धारा तत्व खुद इसकी dl 1 सेंटीमीटर है इसलिए धारा तत्व का आकार lambda not भाग 3 है जिसे हम धारा तत्व नहीं कह सकते हम देखेंगे कि यह एक परिचित बहुत कुशल ऐन्टेना बन जाता है जो कि एक डायपोल मोनोपोल आदि है इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि dl भाग lambda not यह आकार छोटा धारा तत्व होने के कारण एक बहुत ही अक्षम एंटीना है लेकिन फिर सवाल यह है मुझे इस बात को भी देखना है अगर हम फिर से धारा तत्व के सुदूर क्षेत्र के व्यंजको को देखते हैं मुझे Efar field को एक नियत मान E0 लिखने दें यह आकृति है यह क्षेत्र है तो आप देखते हैं कि यह कुछ नियत मान है लेकिन यह आ रहा है जैसा कि हमने देखा है कि यह तरंग समीकरण का हल है तो e की power minus j k0 r भाग r यह तब आता है जब मेरे पास कोई ac current होता है तो वास्तव में यह गोलाकार तरंगों की उत्पत्ति है जिसमें अगर मेरे पास परिवर्तित धाराएं हैं तो मैं फार फील्ड प्राप्त करूंगा और Hfar field क्या है अब पहले मैंने लिखा था अब मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैं इसे Efar field के संदर्भ में भी लिख सकता हूं आप व्यंजक को देखते हैं और मैं इसे Efar field के रूप में लिख सकता हूं आप देखते हैं कि इस दिशा का ध्यान रखता है क्योंकि यह एक theta है जो एक phi होगी तो ar cross aθ मुझे a phi देगा लेकिन यह एक सामान्य संबंध है इसी प्रकार यह Efar field भी अब मैं Hfar field से प्राप्त कर सकता हूं Efar field minus eta not होगा यह minus आ रहा है क्योंकि निर्देशांक प्रणाली में ar cross Hfar field है तो यह एक और तरीका है कि Hfar field ar cross Efar field है Efar field minus eta not ar cross Hfar field है इससे पता चलता है कि Efar field Hfar field और ar ar का अर्थ है शक्ति प्रवाह की दिशा लहर की दिशा वे अब दाहिने हाथ की ट्रिप्लेट हैं इसका मतलब है प्लेन वेव जैसा कुछ प्लेन वेव में भी हमने इसी चीज को देखा है कि तरंग प्रसार की दिशा E क्षेत्र और H क्षेत्र ऑर्थोगोनल हैं यह दर्शाता है कि ऐन्टेना के दूर क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर और तरंग प्रसार की दिशा या शक्ति प्रवाह की दिशा वे एक ट्रिप्लेट भी बना रहे हैं तो वे स्थानीय रूप से प्लेन तरंग हैं लेकिन उन्हें पक्का प्लेन तरंग नहीं बोल सकते है क्योंकि अगर वे प्लेन तरंग होती तो यह e की पावर minus j k0 r भाग r शब्द नहीं आते तो यह r से विभाजित है जो इसे एक प्लेन तरंग के रूप में देता है लेकिन कुछ दूरी पर स्थानीय रूप से पर्याप्त दूरी पर हम इसे प्लेन तरंग के रूप में मान सकते हैं अब यह सभी एंटेना के बारे में सच है हालांकि हमने इसे केवल इन के लिए ही व्युत्पन्न किया है लेकिन लोगों ने इसे व्युत्पन्न किया है आम तौर पर सभी एंटेना के क्षेत्रों में इस प्रकार की संरचना होती है तो यह एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन है और इससे हम दूर क्षेत्र का फार्मूला समय के शब्दों में पा सकते हैं तो दूर क्षेत्र का समय के शब्दों में मान क्या होगा अगर मैं फेज़र के बजाय दूर क्षेत्र जिसे मैं सिर्फ लिख सकता हूं e की power j omega t का वास्तविक भाग का गुणक होगा तो यह करके मैं इसे cos omega t minus k0 r के रूप में लिख सकता हूं k0 r e की power minus j k0 r plus से आ रहा है यहाँ एक j टर्म है जिसके कारण यह यह j है और उसके बाद theta और इसलिए इसको minus E0 भाग r sin ओमेगा t minus k0 r aθ के रूप में लिखा जा सकता है अगर हम k0 मान डालते हैं तो हम sin omega t minus r भाग c aθ लिख सकते हैं और Hfar field को minus E0 भाग eta not r sin omega t minus r भाग c ar cross aθ के रूप में लिख सकते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि समय के शब्दों में क्षेत्र वे c भाग r की देरी से विलंबित होते है यह स्पष्ट है अगर मेरे पास यहां एक धारा है तो इस बिंदु पर जाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है क्षेत्र तुरंत नहीं पहुंचते हैं तो यह देरी है जो दूरी से मेल खाती है तो यहाँ से r और यह प्रकाश के वेग से प्रसारित होता है इसलिए तरंग जो एक बिंदु तक तुरंत पहुंचने के लिए एक सीमित प्रसार समय है तो यह दर्शाता है कि वास्तव में इस धारा तत्व के विश्लेषण ने ऐन्टेना के कई गुणों को संशोधित किया जो सरल धारा तत्व नहीं हैं वे बहुत जटिल होते हैं लेकिन क्षेत्रों की सामान्य संरचना समान हैं वे हमेशा दिखाते हैं कि शक्ति का एक रेडियल प्रवाह है स्थानीय रूप से एक ट्रिप्लेट है वे दूर क्षेत्र में प्लेन तरंगे हैं उनमे भी डिले होता है उनके पास अंतरिक्ष डिले होता है तरंग के अनुसार जिसने उन्हें बनाया है e की power minus j k r k0 r भाग r और उनके पास ये सभी गुण हैं इसलिए हमने धारा तत्व का अध्ययन किया है धारा तत्व बहुत ही अकुशल रेडिएटर है हम इसे खोजने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे पहले हमने एक सवाल का जवाब नहीं दिया है दूर क्षेत्र क्या है क्योंकि हमने कहा है कि यह ऐन्टेना से दूर है जो एक चीज पर हावी होना शुरू कर देता है हमने उसे व्युत्पन्न किया है दूर क्षेत्र का परिमाण मोटे तौर पर lambda not भाग 6 दुरी पर प्रेरण क्षेत्र के तुलनीय हो जाता है लेकिन क्या यह दूर क्षेत्र है तो अगली कक्षा में हम कहेंगे कि सभी एंटीना के लिए दूर क्षेत्र के मानदंड क्या हैं और सटीक दूर क्षेत्र क्या हैं